इस NPTEL मॉक स्कोर के एक ओर मॉड्यूल में आपका स्वागत है माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस मॉड्यूल में हम कुछ माइक्रोवेव कंपोनेंट्स के बेसिक को कवर करने जा रहे हैं अब बाद में कोर्स में हम इन कंपोनेंट्स या विभिन्न पोर्ट्स वाले माइक्रोवेव कंपोनेंट्स को कुछ और विस्तृत मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे लेकिन इस माइक्रोवेव इंजीनियरिंग को समझने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिखाता हूं जो इन माइक्रोवेव कंपोनेंट्स को बांधती हैं इसलिए माइक्रोवेव कंपोनेंट में जाने से पहले हमें जो पहली चीज चाहिए वह है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स या मोड्स अब मैंने एक सोल्युशन नहीं दिया है या विभिन्न माइक्रोवेव कंपोनेंट्स के लिए मैक्सवेल के एक्वेशन के सोल्युशन के बारे में चर्चा नहीं की है मैंने आपको विभिन्न माइक्रोवेव कंपोनेंट्स में बेसिक मैक्सवेल के एक्वेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ़ील्ड्स को हल करने और हल करने के लिए आवश्यक होमोजेनियस एक्वेशन दिखायीं लेकिन कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें मोड कहा जाता है उनके बारे मैं हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर देखेंगे मोड एक विशिष्ट उपकरण पर लागू मैक्सवेल के एक्वेशन के सोल्युशन हैं मोटे तौर पर 3 मोड वर्गीकृत हैं टी या तीन मोड या मैं प्रकार कह सकता हूं TEM TE और TM TEM मोड वे हैं जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फ़ील्ड्स प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास EZ और HZ 0 के बराबर है जहाँ Z प्रोपगेशन के डायरेक्शन से मेल खाता है TE मोड हैं जहाँ Z 0 के बराबर नहीं है EZ 0 के बराबर है और TM मोड हैं जहाँ EZ 0 के बराबर नहीं है लेकिन HZ 0 के बराबर है अब आमतौर पर नहीं आम तौर नहीं पर सच यही है कि TEM सोल्युशन एक ही होता है याने की हमारे पास केवल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो TEM कंडीशंस को सैटिस्फाई करती है हालांकि कई TE और TM मोड हैं इन दो मोडों के बारे में एक अन्य दिलचस्प बात यह है की सिंगल कंडक्टर वेवगाइड्स में केवल TE और TM मोड मौजूद होते हैं इसलिए हम AC फ्रीक्वेंसी की तरह कम फ्रीक्वेंसी पर हैं या जब हम एक DC बैटरी के साथ काम कर रहे हैं तो हम केवल दो कंडक्टरों के माध्यम से इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर से परिचित हैं लेकिन फिर हमारे पास वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ट्रांसफर भी है जहां कोई कंडक्टर नहीं हैं फिर हमारे पास हमारे माइक्रोवेव कॉम्पोनेन्ट हैं जहां हमारे पास सिंगल कंडक्टर हैं यानी मेटल का एक टुकड़ा पावर का संचालन करने में सक्षम है स्पष्ट रूप से हमारे पास चार्जेस का फ्लो नहीं है जैसा कि कन्वेंशनल दो वायर सर्किटों में होता हैं तो यहां ये सिंगल वायर कंडक्टर वे बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करते हैं तो करंट की वोल्टेज का कोई कॉन्सेप्ट् नहीं है केवल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ़ील्ड्स का कॉन्सेप्ट् है जबकि TEM सॉल्यूशन केवल दो वायर कंडक्टर के लिए लागू है उदाहरण के लिए मान लें कि हम कोएक्सिअल वेवगाइड पर विचार करते हैं एक कोएक्सिअल वेव लाइन वेवगाइड को इस तरह बनाया जा सकता है चूंकि हमारे पास दो मोड हैं इसलिए TEM मोड प्रोपगेशन का प्राइमरी माध्यम है एक और बात मैं आपको इस TE और TM मोड के बारे में बताना भूल गया अगर मैं पिछली स्लाइड पर वापस जाऊँ तो यह है कि TE और TM मोड के लिए उनके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नामक कुछ है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे TE और TM मोड ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं TEM मोड के लिए कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है इसलिए वे किसी भी फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट हो सकते हैं अब जैसा कि मैंने TEM और TM मोड कहा था ऐसे कई सोलूशन्स संभव हैं और किसी विशेष वेवगाइड के लिए TE या TM मोड जिसमें सबसे कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसे एक डोमिनेंट मोड कहा जाता है इसलिए चूंकि एक कोएक्सिअल वेवगाइड में TM मोड मौजूद हो सकता है इसलिए यह फ्रीक्वेंसी की पूरी रेंज पर ट्रांसमिट हो सकता है इसलिए कुछ TE और TM सोलूशन्स होने के बावजूद TEM मोड डोमिनेंट मोड है अब वेवगाइड का एक दिलचस्प उदाहरण है जिसे पैरेलल प्लेट वेवगाइड के रूप में जाना जाता है एक पैरेलल प्लेट वेवगाइड एक वेवगाइड है जिसमें दो पैरेलल प्लेट हैं और ये प्लेट इनफाइनाईटली लम्बी और चौड़ी होती हैं एकमात्र फाइनाईट डाईमेंशन दो प्लेन्स को अलग करने वाली डिस्टेंस D है अब इस पैरेलल वेवगाइड के लिए TEM वेव सोल्युशन इस तरह दिया जाता है TEM वेव्स के लिए सोल्युशन इस तरह दिया गया है यहाँ HX केवल X दिशा के साथ चलता है और E केवल Y दिशा के साथ चलता है E इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है H मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है एटा को स्क्वायर रुट ऑफ़ mu ओवर E द्वारा दिया जाता है इसे इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स कहा जाता है वह इम्पीडेन्स मटेरियल प्रॉपर्टीज के कारण है तो यह TEM सोल्युशन है और जैसा कि हम देख सकते हैं कि केवल एक ही सोल्युशन है हमारे पास बहुत से सोल्युशन नहीं हैं यदि हम अन्य सोल्युशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं उदाहरण के लिए TM सोल्युशन सोल्युशन इस तरह दिए गए हैं मैं स्पष्ट रूप से सोल्युशन लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको इन एक्वेशन्स की कुछ प्रॉपर्टीज को दिखाना चाहता हूं देखें इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ़ील्ड्स की वैल्यूज सबसे पहले H केवल X दिशा के साथ चलता है अर्थात Z और E के प्रोपोगेशन की दिशा के परपेंडिकुलर Z और Y दोनों के कॉम्पोनेन्ट हैं और ध्यान दें कि इस समीकरण में एक वेरिएबल N है यह वेरिएबल N क्या करता है N के विभिन्न वैल्यूज के लिए आपको EZ HX और EY के विभिन्न सोल्युशन्स मिलते हैं और N के हर नए वैल्यूज के लिए इन विभिन्न सोल्युशन्स को विभिन्न मोड कहा जाता है तो हमारे पास एक सोल्युशन नहीं है हमारे पास कई सोल्युशन हैं और फिर इन सभी में निश्चित कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी और सबसे कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट होगी इसलिए हमारे पास TM 1 TM 2 TM 0 आदि जैसे मोड होंगे अब एक रेक्टेंगुलर के लिए जैसा कि आप जानते हैं एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए एक कॉम्पोनेन्ट होता है या एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड नामक एक कॉम्पोनेन्ट होता है जो इस तरह का एक खोखला रेक्टेंगुलर पाइप होता है यह एक पाइप की तरह की संरचना है जो अंदर से खोखला है और इसके लिए डोमिनेंट मोड TE10 है क्योंकि पैरेलल प्लेट गाइड के लिए हमारे पास सोल्युशन थे जो केवल सिंगल वेरिएबल N के साथ भिन्न थे इस रेक्टेंगुलर वेवगाइड के मामले में हमारे पास दो वेरिएबल हैं M और N इसलिए हमें TE 10 TE 11 आदि मोड मिलेंगे तो TE 10 डोमिनेंट मोड है इसका मतलब इसकी कटऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो TE 10 के लिए फ़ील्ड लाइनें अगर मैं उन्हें बनाता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह केंद्रित है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह हैं तो लैम्ब्डा बाई टू की दूरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विपरीत दिशाओं में घूमेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोपोगेशन की दिशा के परपेंडिकुलर हैं वे भी एक विपरीत दिशा में चलेंगे अब इसका परिणाम यदि आप पैरेलल प्लेट वेवगाइड के सोल्युशन पर वापस जा सकते हैं अब हम देखते हैं कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट बीटा इस तरह दिया जाता है जहाँ K वास्तविक वेवलेंथ से संबंधित है जिसे हम देखते हैं और KC एक कांस्टेंट है यह N और D की वैल्यू पर निर्भर करता है D दो प्लेट्स के बीच की दूरी है एक बार फिर से अब यह पैरेलल प्लेट वेवगाइड के लिए है अब आप जो देख रहे हैं वह यह है कि यह प्रोपोगेशन कांस्टेंट बीटा है जो कि आपपरेंट वेवलेंथ है जो हम देखते हैं क्योंकि इस एक्वेशन में बीटा एक स्पेसिअल फ्रीक्वेंसी है तो यह एक्सप्रेशन हर एक के बाद खुद को दोहराएगी हर बीटा वैल्यू के बाद हर लैम्बडा डैश वैल्यू के बाद टू पाई अपॉन बीटा द्वारा दी जाती है इसलिए यदि बीटा एक स्पेसिअल फ्रीक्वेंसी है लेकिन तब वास्तविक वेवलेंथ जिसे हमने वेवगाइड में इनपुट किया है लैम्बडा है तो एक स्पष्ट विभिन्नता या अलगाव या कुछ और है यह मैचिंग नहीं है आमतौर पर जब आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी संबंधित है जैसा कि आप जानते हैं कि गति मान लीजिए कि C प्रकाश की गति है तो हमारे पास है जो कि न्यू लैम्ब्डा द्वारा दी गई है जहां C अपॉन लैम्ब्डा द्वारा न्यू दिया गया है तो न्यू और लैम्ब्डा एक दूसरे के इनवेरसेली प्रोपोरशनल होना चाहिए इस संबंध से बीटा बराबर है K स्क्वायर माइनस KC स्क्वायर के जहां बीटा आपपरेंट वेवलेंथ है और K वास्तविक इनपुट की गयी वेवलेंथ है जो इनपुट वेवलेंथ से संबंधित है अब यह निश्चित रूप से संबंधित है ये इनपुट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोरशनल है तो फिर सिंपल रिलेशनशिप सिंपल इनवर्स रिलेशनशिप जो पहले मौजूद थी अब मौजूद नहीं है यह आपपरेंट वेवलेंथ है और यह टर्म इस तरह की फ्रीक्वेंसी से संबंधित है इसलिए यदि हम वास्तव में प्लाट करते हैं तो यह एक्वेशन इस तरह दिया जाता है इसलिए हम देखते हैं कि बीटा और ओमेगा एक काम्प्लेक्स एक्वेशन से संबंधित हैं बेशक ओमेगा की हाई वैल्यूज के लिए बीटा ओमेगा के प्रोपोरशनल है तो 2 पाई शुरू में रिलेशन की बात कर रहे थे वह है C अपॉन लैम्ब्डा जो न्यू के बराबर है दूसरे शब्दों में 2 पाई न्यू 2 पाई C अपॉन लैम्ब्डा के बराबर है इसका तात्पर्य ओमेगा बीटा C के बराबर है इसलिए यहाँ हमने ओमेगा और बीटा के बीच एक रिलेशनशिप की उम्मीद की थी लेकिन जो वास्तव में हम देख रहे हैं वह इस तरह का एक रिलेशनशिप है ध्यान दें कि जैसा कि मैंने कहा ओमेगा की हाई वैल्यूज के लिए रिलेशनशिप फिर से लीनियर होगा लेकिन ओमेगा के लो वैल्यूज के लिए हमें एक प्रकार का काम्प्लेक्स रिलेशनशिप मिलता है और यदि आप बीटा और ओमेगा के बीच इस कर्व को प्लाट करते हैं तो हमें इस तरह का कर्व मिलता है इसे डिस्परशन डायग्राम के रूप में जाना जाता है

एक अन्य कॉम्पोनेन्ट जो आजकल माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में अक्सर और सबसे अधिक रूप से उपयोग किया जाता है वह है माइक्रोस्ट्रिप लाइन इसलिए माइक्रोस्ट्रिप लाइन में एक ग्राउंड प्लेन होता है और टॉप में मेटल लेयर होती है जिसमें एक सब स्ट्रिप होती है जिसमें टेफ्लॉन या ग्लास एपॉक्सी या सिरेमिक जैसे डाईइलेक्ट्रिक होते हैं यह एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन का कंस्ट्रक्शन है माइक्रोस्ट्रिप लाइन के साथ समस्या यह है कि यदि आप हमारी स्लाइड पर वापस आ सकते हैं माइक्रो स्ट्रिप लाइन के साथ समस्या यह है कि भले ही यह दो कंडक्टर है दो अलग अलग डाईइलेक्ट्रिक है भले ही इसके दो कंडक्टर हों लेकिन मोड TEM नहीं हैं इसलिए एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन में आपके पास यदि आप एक माइक्रोस्ट्रिप का क्रॉस सेक्शन लेते हैं जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था यह कुछ इस तरह है दो मेटल लेयर सैंडविच होंगी डाईइलेक्ट्रिक के बीच जिनके एप्सिलॉन 1 होगा अगर बीच में सिर्फ हवा होती है तो यह कुछ इस तरह दिखेगी सभी एप्सिलॉन 0 होंगे यदि हवा होती है तो यह एक दो कंडक्टर वेवगाइड होगा और TEM डोमिनेंट होगा लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है हमारे पास बीच में एक और डाईइलेक्ट्रिक है हम जो कुछ करते हैं वह मान लेते हैं कि न तो हवा है और न ही डाईइलेक्ट्रिक लेकिन क्षमा करें लेकिन इस मेटल लेयर के बाहर और अंदर का पूरा स्थान एक डाईइलेक्ट्रिक के साथ कवर किया गया है जिसका डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलोन इफेक्टिव है मान लीजिए कि C इन दो प्लेटों के बीच कैपैसिटंस है बस इस डाइलेक्ट्रिक्स के साथ और C0 इन दो प्लेटों के बीच कैपैसिटंस जब सिर्फ एयर प्रेजेंट है और C डैश कैपेसिटेंस है इस इफेक्टिव डाईइलेक्ट्रिक के साथ जिसका डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलोन इफेक्टिव है तो हम कर सकते हैं आपको पता है कि हम C और C0 के इस मेझड वैल्यूज के टर्म्स में इस एप्सिलॉन इफेक्टिव की रिलेशनशिप निकाल सकते है उदाहरण के लिए इसलिए मैं एनालिसिस के लिए तीन प्रकार के कंडक्टर तीन प्रकार की माइक्रोस्ट्रिप लाइनों पर चर्चा कर रहा था एक जहां एप्सिलॉन 1 के साथ डाईइलेक्ट्रिक था अन्य जहां लाइनों के बीच हवा मौजूद थी और तीसरा इफेक्टिव डाईइलेक्ट्रिक के साथ जिसका डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलोन इफेक्टिव है अब मान लीजिए कि C इस मामले के लिए कैपैसिटंस है C0 इस केस के लिए कैपैसिटंस है और इफेक्टिव डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन के साथ मान लीजिए कि मुझे मिलने वाली नेट कैपैसिटंस वैल्यू ऐसी है तो C अपॉन एप्सिलोन इफेक्टिव बराबर है C0 अपॉन एप्सिलोन 0 जिससे मैं लिख सकता हूं एप्सिलोन इफेक्टिव बराबर है एप्सिलोन0 C अपॉन C0 के इसलिए यह डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए रिलेशनशिप है यह इमेजिनरी डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इन मेटल प्लेटों के अंदर और बाहर होता है और यह इस रिलेशनशिप के साथ C और C0 की वैल्यूज से संबंधित है अब इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा कांसेप्ट मैं इम्पीडेन्स के कांसेप्ट पर ज़ोर देना चाहता हूँ जैसा कि आपने देखा हमारे पास माइक्रोवेव के प्रोपोगेशन के लिए सिंगल कंडक्टर वेव गाइड हैं लेकिन तब वोल्टेज या करंट का कोई कांसेप्ट नहीं है फिर भी हम स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि इम्पीडेन्स इम्पीडेन्स का कांसेप्ट वोल्टेज और करंट से संबंधित है हालाँकि इम्पीडेन्स नाम की कोई चीज होती है जब हम विभिन्न वेवगाइड्स पर काम करते है तो सवाल यह है कि यह इम्पीडेन्स क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं चूंकि वोल्टेज और करंट इफेक्टिव कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं इसलिए हम वास्तव में इम्पीडेन्स को वोल्टेज और करंट के टर्म्स में परिभाषित नहीं कर सकते हमें पहले से इस बारे मैं कुछ जानते है जिसे इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स कहा जाता है जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज से संबंधित है और यह म्यू अपॉन एप्सिलोन द्वारा दिया गया है तो यह एक इम्पीडेन्स की वैल्यू है जो पूरे तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर निर्भर है इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पीडेन्स नामक भी कुछ है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेश्यो है इसलिए वोल्टेज को करंट से डिवाइड करने के बजाय हमने EX को HY से डिवाइड किया है और यह इम्पीडेन्स एक्सप्रेस करने का एक इफेक्टिव तरीका भी है वास्तव में हवा के लिए यह इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स 377 ओम आता है इसलिए एंटेना जो कि इंटरफ़ेस हैं हवा और वेवगाइड के बीच इंटरफेस के रूप में माना जाता है वेवगाइड को मूल रूप से इम्पीडेन्स मैचिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है वेवगाइड या एंटीना को 377 ओम हिसाब से इम्पीडेन्स मैचिंग के लिए डिज़ाइन किया जाना है अब यह इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स है एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन के लिए जिस पर हम चर्चा कर रहे थे हमें पता चला है कि एक E इफेक्टिव क्या है और एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन के लिए जो कि Z0 का मान है अक्सर इस फॉमूले द्वारा दिया जाता है जहां एप्सिलोन इफेक्टिव है जैसा कि हमने पाया था कि यह एप्सिलोन 0 C अपॉन C0 के बराबर था जहाँ C वास्तविक माइक्रोस्ट्रिप लाइन की प्लेटों के बीच का कैपैसिटंस और C0 माइक्रोस्ट्रिप मेटल की प्लेटों के बीच कैपैसिटंस है और हवा डाईइलेक्ट्रिक मीडियम था तो इस लेक्चर का सार यह है की इस लेक्चर में हमने माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है जैसे कि इम्पीडेन्स मोड डोमिनेंट मोड TEM TE और TM मोड और कुछ ऐसे डिवाइस भी देखे जो आमतौर पर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में उपयोग किए जाते हैं हम निश्चित रूप से डीवाईसेस को अधिक विस्तार से कवर करेंगे लेकिन एक शुरुआती बिंदु के रूप में ये कॉन्सेप्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं इस कॉन्सेप्ट् को समझना बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कि डोमिनेंट मोड क्या है TM और TE मोड क्या हैं और तो इसके साथ हम इस मॉड्यूल के अंत में आते हैं